सॉलिडवर्क्स सभी को नमस्कार एनपीटीईएल द्वारा प्रदान किए गए इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन व्याख्यान में आपका स्वागत है आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि 3D ज्यामिति के निर्माण के लिए कुछ सॉलिडवर्क्स आदेश का उपयोग कैसे करें आज की कक्षा में हम मुख्य रूप से एक सिलेंडर एक ट्यूब और एक भट्ठी का निर्माण करेंगे आप सॉलिडवर्क्स का उपयोग करके इन चीजों का निर्माण कैसे करेंगे इसके बाद हम असेंबली ड्रॉइंग के साथ जाएंगे जिसमें एक शाफ्ट और डिस्क अरेंजमेंट नाम की कुछ चीज़ों का निर्माण होगा और दूसरा एक वर्गाकार छेद में फिट होने वाला आयताकार बार है इन चीजों को कैसे इकट्ठा किया जाए हम इसे देखेंगे इसलिए हमारे सॉलिडवर्क्स पर डबल क्लिक करने के बाद एक नया पार्ट ड्राइंग करते हुए हमारे पास यह सफ़ेद रिक्त स्क्रीन होगी इसमें हम तीन डायमेंशनल सिलेंडर के निर्माण के लिए एक रेवॉल्व आदेश का उपयोग करते हैं पहला हम हमेशा या तो सामने वाले प्लेन टॉप प्लेन या राइट प्लेन से शुरू करते हैं इसलिए फ्रंट प्लेन क्लिक सामान्य प्लेन जो हम जाते हैं सिलेंडर हम निर्माण करना चाहते हैं तो स्केच मोड में एक सर्कल में जाएं कुछ बिंदु का पता लगाएं और इसकी त्रिज्या को 25 इकाइयों में बदल दें एक्सट्रूड बॉस के फीचर्स पर जाएं 50 यूनिट पर जाएं ठीक है और फिर ओके पर क्लिक करें यह एक्सट्रुड बॉस बेस का उपयोग करके सिलेंडर बनाने का एक तरीका है एक रेवॉल्व कमांड का उपयोग करके भी निर्माण कर सकता है उदाहरण के लिए यदि हमारे पास अगर मेरे पास एक केंद्र रेखा है अगर मैं एक आयत का निर्माण कर सकता हूं तो उस आयत को 360 डिग्री तक घुमाकर भी हम एक सिलेंडर बनाने की स्थिति में होंगे और यही वह चीज है जो हम देखेंगे तो एक नया भाग ठीक है सामने के प्लेन पर जाएं इसके लिए सामान्य स्केच मोड में सबसे पहले एक केंद्र रेखा खींचना एक बार जब यह हो जाता है तो हम एक सिलेंडर को घुमाना चाहेंगे इसलिए इस उद्देश्य के लिए मैं शायद स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग करके एक रेखा खींच रहा हूं ताकि लंबाई की त्रिज्या 25 इकाइयों पर मेरा बेहतर नियंत्रण हो मैं खीचूंगा फिर इसे वहां से वहां तक बढ़ाएं स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग करें इसे 75 इकाइयां बनाएं फिर से एक लाइन का निर्माण करें वहां जाता है तो रेवॉल्व कमांड के लिए हमें हमेशा बंद वस्तुओं की आवश्यकता होती है इसलिए एक बार यह हो जाने के बाद नियंत्रण बटन का उपयोग करें उस रेखा को पकड़ें इसी तरह कंट्रोल बटन कंट्रोल होल्ड और लाइन को रख कर दूसरी लाइन पर क्लिक करें अब इस फीचर्स पर जाएं रेवॉल्व बॉस बेस की धुरी हम चाहेंगे कि जो स्वचालित रूप से पंक्ति 1 के रूप में चयनित हो क्योंकि पहली पंक्ति जो हमने बनाई है वह केंद्र रेखा है तो यह स्वचालित रूप से चयनित है अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उस लाइन पर क्लिक करते हैं तो उसे वहाँ चुना जाएगा फिर ओके पर क्लिक करें यह सिलेंडर बनाने का एक और तरीका है अब यह घूमता है हम अक्ष सममित ज्यामिति का निर्माण कर सकते हैं इसे इस तरह से शुरू करते हैं अब एक नया भाग ओके पर क्लिक करें अब सामने वाले प्लेन पर जाएं अब हम एक अक्ष सममित वस्तु रेखा का निर्माण करेंगे सबसे पहले एक केंद्र रेखा यह हमेशा पहली पंक्ति है अब एक और लाइन का निर्माण करें क्योंकि हम चाहते हैं कि एक खोखले सिलेंडर ट्यूब का निर्माण हो तो एक केंद्र रेखा हमने बनाई है और एक आयताकार पैच अब कंट्रोल बटन का उपयोग करें क्लिक करें इसे भी चुनें अब सुविधाओं पर जाएं उस केंद्र रेखा के ऊपर बॉस बेस पर क्लिक करें अब ओके क्लिक करें तो हमारे पास वह खोखला सिलेंडर है अगर हमें स्टेप्ड सिलेंडर में दिलचस्पी है तो हमें क्या करना है यदि आप ज्यामिति को सेव में रुचि नहीं रखते हैं तो सेव न करें ओके पर क्लिक करें सेव न करें अब एक नया खोलें हम रिवॉल्विंग का उपयोग करके एक स्टेप्ड सिलेंडर बनाना चाहते हैं तो पार्ट पर क्लिक करें ओके स्केच पर जाएं पहला कदम हमेशा एक सामने के तल पर केंद्र रेखा होती है जो सामान्य होती है वहाँ से वहाँ यह एक स्टेप्पड सिलेंडर है इसका मतलब है हम एक लाइन का निर्माण करने के लिए नीचे चला जाते है वहाँ से फिर से नीचे चला जाता है ओके क्लिक करें फिर वहाँ से इस एक में शामिल हों तो यह संपूर्ण वस्तु पूरा हो जाता है अब फीचर्स पर जाएं रेवॉल्व बॉस बेस यह इस केंद्र के चारों ओर घूम रहा है यही वह चीज है जिसे हम इस लाइन के घूमते रूप में धुरी के रूप में देख सकते हैं यदि हम लगभग 360 डिग्री में रुचि रखते हैं तो हम 360 डिग्री के साथ जाते हैं अब हम केवल 270 डिग्री में रुचि रखते हैं हम 270 पर क्लिक करते हैं ठीक है फिर ओके पर क्लिक करें इसलिए जब हम घूमते हैं क्योंकि यह 270 डिग्री की चीज है तो हम इस वस्तु को देखते हैं अब हम आइसमेट्रिक व्यू को देखते हैं आइसोमेट्रिक दृश्य की कल्पना करने के लिए हमें क्या करना है यहां जाएं उस एक पर क्लिक करें Any other view like diametric view trimetric view it will be in that way Now if we are interested in see different orthographic views here we have different things something like single view two views horizontal two views vertical and four views Let us click this four view किसी भी अन्य दृश्य जैसे कि व्यास का दृश्य त्रिमितीय दृश्य यह उस तरह से होगा अब अगर हम अलग अलग ऑर्थोग्राफ़िक दृश्यों को देखने के इच्छुक हैं तो यहाँ हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं जैसे सिंगल व्यू दो व्यूज़ हॉरिज़ॉन्टल दो व्यूज़ वर्टिकल और चार व्यू आइए हम इस चार दृश्य पर क्लिक करें हम जो देख सकते हैं वह है सामने का दृश्य यहाँ का शीर्ष दृश्य यहाँ दाईं ओर से बाईं ओर का भाग यदि आप बाईं ओर का दृश्य देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं और जो कुछ भी त्रिभुज दृश्य है इसलिए एक बार में सभी चित्रों को हम विभिन्न विचारों के रूप में प्राप्त कर सकते हैं अब अगर हम वापस जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है वहां जाएं सिंगल क्लिक करें उस एकल में भी हम आइसोमेट्रिक दृश्य में अधिक रुचि रखते हैं फिर उस पर क्लिक करें यह एक तरह से एक संशोधित चीज है जिसका हम निर्माण करेंगे अब एक स्टेप्ड खोखला सिलेंडर यदि हम निर्माण करने जा रहे हैं तो प्रक्रिया है की नई फ़ाइल पार्ट ओके पर जाए अब प्लेन फ्रंट प्लेन पर एक केंद्र को स्केच करें वहां जाएं अब एक केंद्र रेखा पर क्लिक करें यह खोखला माना जाता है इसलिए मैं जो करूंगा वह एक क्लिक होगा मैं एक पूर्ण स्केच का निर्माण नहीं करूंगा लेकिन एक पंक्ति की तरह कुछ हम केवल निर्माण करेंगे कि क्या होगा तो यह एक पूर्ण स्केच नहीं है केवल मेरे द्वारा बनाई गई लाइनें बंद वाली नहीं है अब मैं क्या करूंगा मैं इस पूरे एक का चयन करूंगा सुविधाओं पर जाऊंगा बॉस बेस को घूमने की कोशिश करूंगा फिर यह कहता है क्योंकि यह एक बंद स्केच नहीं है स्केच वर्तमान में खुला है एक नॉन थींन फिल्म रेवोलुशन फीचर्स के लिए एक बंद स्केच की आवश्यकता होती है यदि आप एक ठोस दृश्य और इतने पर देना चाहते हैं तो आपको मोटाई देनी होगी क्या आप स्केच स्वतः बंद करना चाहेंगे आइए हम कोशिश करें कि क्या होगा यदि मैं क्लिक करता हूँ तो हाँ आत्म अन्तर्विभाजक बनाने के बिना प्रोफ़ाइल बंद नहीं हो सकती है फिर यह स्वचालित परिमाप चुनता है जहां 10 एम एम आप इसे 05 एम एम की तरह कुछ दे सकते हैं एक बहुत पतला खोल एक जूते की तरह कुछ का निर्माण करने की स्थिति में होगा इसलिए यदि आप कोई बंद संस्था नहीं दे रहे हैं तो यह इस बैक एंड प्रोग्राम की कोशिश करता है जो कुछ आयामों को स्वचालित रूप से मानता है तो इस तरह की नलिकाएं जहां मोटाई अन्य परिमाप की तुलना में बहुत कम है वहां भी संभव हो सकता है तो अगर आप इसे केन पानी की केन जैसी किसी चीज़ को बंद करना चाहते हैं तो हमें जो करना है वह है शायद इस घेरे को चुनना उस पर फिर से हिस्से को हटा दें और इसे भरें तो हम कोशिश करते हैं कि तो हम शीर्ष विमान पर जाते हैं विशेष रूप से इस विमान के लिए सामान्य है हमें वहाँ जाना है अब स्केच पर जाएं हमें ध्यान से इस चीज़ को चुनना है अब हम एक सर्कल खींचते हैं अब हम उसी परिमाप को देखते हैं एक बार जब यह हो जाता है तो हम एक्सट्रूड बॉस बेस के साथ जाते हैं देखें कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं तो यह उल्टी दिशा उल्टी दिशा में होना चाहिए और हम जो कुछ करना चाहते हैं वह वस्तु जैसे कुछ 50 एम एम शायद 70 एम एम जैसी कोई चीज़ है ओके पर क्लिक करें तो ठोस वस्तु को भर दिया जाएगा अब अगर मैं केवल खोखले कैन का निर्माण करना चाहता हूं तो हमें क्या करना है पहले एक सर्कल बनाएं जिसमें कुछ बेलनाकार भाग जैसे मोटाई के निश्चित स्तर तक कुछ हो उसके बाद एक आयताकार का निर्माण करें और इसे घुमाएं हमें एक और उदाहरण के साथ ऐसा करते हैं तो हम जो करने जा रहे हैं वह एक करीबी सिलेंडर है अगर हम एक कदम आगे बढ़ते हुए कैन कैन स्टाइल का निर्माण करना चाहते हैं आइए हम कोशिश करते हैं कि एक स्केच सामने प्लेन पर यह अधोलंब है एक केंद्र रेखा हम एक कैन की शैली की तरह करना चाहते हैं इसलिए हम जो कुछ करेंगे वह किसी निश्चित मुंह से कहीं से एक लाइन लेने के लिए होगा यह अंत तक वहां जाता है अब यह एक बंद नहीं है तो नियंत्रण करो इसे उठाओ यह एक और यह भी एक उठाओ फीचर्स पर जाएं बॉस बेस को घुमाए क्योंकि मोटाई का हमने उल्लेख नहीं किया था यह एक बंद 360 डिग्री नहीं है ओह कुछ गलत हुआ है सामने के विमान में जाओ अब एक छोटी मोटाई हम इसे देते हैं इस मामले में ऑफसेट सबसे अच्छा विकल्प है तो अब यह एक पूर्ण है इस एक का चयन करें फीचर्स पर जाएं बॉस बेस को घुमाए ओके पर क्लिक करें तो अगर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं यह करीब है इसके अंदर एक खोखलापन है अब हम इस संपूर्ण कैन के कटे हुए अनुभागीय दृश्य को देखें आप कटे हुए अनुभागीय दृश्य को देखते हैं एक खोखला कैन यह वस्तुओं के निर्माण का तरीका है अगर मैं कंवर्जन डिवेर्जिन्ग प्रकार के नोजल बनाना चाहता हूं तो आमतौर पर इंजीनियरिंग में हम नोजल देखते हैं ये नोजल हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह को तेज करने के लिए होते हैं यदि आप गति बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन नोजल का उपयोग करते हैं तो यह कैसे एक प्ररूपी किसी न किसी स्केच का निर्माण करने के लिए हम देखने जा रहे हैं प्ररूपी नलिका में एक विशेष प्रकार के कार्यात्मक संबंध होते हैं वे परिवर्तित हो सकते हैं वे परिवर्तित हो सकते हैं वे दोनों परिवर्तित परिवर्तित प्रकार के नलिका हो सकते हैं यदि आप रॉकेट इंजन को बैकसाइड पर देख रहे हैं जहाँ निकास गैसें इस तरह की हो रही हैं तो हम इन नलिकाओं को कहते हैं और उनमें से एक इन नोजल के निर्माण का एक सरल तरीका यह है कि पहले एक केंद्र रेखा खींचना फिर एक तख़्ता का उपयोग करना सबसे आसान निर्माण जो हम करने जा रहे हैं वह भाग परिवर्तित हो रहा है और वह भाग जो हम मोड़ रहे हैं इसलिए मैं इसे एक खोखले अंतराल के साथ घूमना पसंद करूंगा इसलिए इस उद्देश्य के लिए यदि हम एक खोखली खाई चाहते हैं तो मुझे क्या करना है इसे चुनें पहले इस दिशा में एक ऑफसेट का निर्माण करें लेकिन रिवर्स दिशा हमें इसकी आवश्यकता नहीं है कि शायद मोटाई 1 एम एम की मोटाई ट्यूब की तरह पर्याप्त है फिर ओके पर क्लिक करें अब इस हिस्से को ज़ूम करें लाइनें जोड़ें शायद हम वहाँ से वहाँ तक एक बहुत ही खड़ी रेखा चाहेंगे इसी तरह इस हिस्से में जूम करें वहां से बाइलाइन में शामिल हों अब हमारे पास एक पूर्ण चित्र है अब एस्केप दबाएंगे इस पूरी चीज़ को चुनें सुविधाओं पर जाएं उसी के चारों ओर घूमें हमारे पास यह विशेष आकार है इंजीनियरिंग डिजाइन और संख्या के आधार पर तकनीकी ड्राइंग को इसका निर्माण करना है आइए हम इस नोजल के विभिन्न दृश्यों को देखें इसलिए इस प्रयोजन के लिए हमें जो कुछ करना है उसे पहले सम्मिलित करें फिर वहां जाकर इन अलग अलग नजारों को देखें तो सामने का दृश्य शीर्ष दृश्य पक्ष दृश्य और इसोमेट्रिक दृश्य जैसा कुछ हमें मिलेगा अब हम असेंबली ड्रॉइंग के साथ जाएंगे इसलिए उदाहरण के लिए यदि हमें सबसे पहले असेंबली ड्रॉइंग करनी है तो हमें जो करना है वह अलग अलग हिस्सों का निर्माण करना है और फिर उन्हें एक साथ जोड़ना है उदाहरण के लिए मेरे पास एक सिलेंडर जैसा कुछ है जिस पर एक परिपत्र डिस्क है जिसे मैं इसे माउंट करना चाहूंगा और इसे एक छोर पर तय किया जाना चाहिए वह कैसे करूं तो इस उद्देश्य के लिए हम जो करते हैं वह हमेशा की तरह होता है पहले हमें विभिन्न भागों का निर्माण करना होता है एक सिलेंडर शाफ्ट है दूसरा एक गोलाकार डिस्क है और हम उन्हें एक साथ मिलाना चाहेंगे तो ऐसा करने के लिए पहले एक स्केच फ्रंटल प्लेन पर जाना है एक सिलेंडर का निर्माण करे सबसे पहले हम एक सर्कल बनाने जा रहे हैं इस सर्कल परिमाप को व्यास में 20 एम एम सही माना जाता है फीचर्स पर जाएं बॉस बेस को हटा दें यह कुछ 100 एम एम या 100 यूनिट हो सकता है फिर ओके पर क्लिक करें तो हमारे पास यह सिलेंडर है अब हमें क्या करना है एक वस्तु के रूप में सेव कर ले इसलिएपार्ट 1 a जैसे कुछ के रूप में सेव करे वहां जाएं तो सिलेंडर किया जाता है अब एक नया खोलें फिर से पार्ट ड्राइंग ओके क्लिक करें फ्रंटल प्लेन पर जाएं हम एक गोलाकार डिस्क रखना चाहेंगे इसलिए सर्कल करें वहां जाएं निर्माण करें यह सर्कल सर्कुलर डिस्क जो हम निर्माण करने जा रहे हैं वह सिलेंडर पर माउंट होने वाली है इस सिलेंडर का बाहरी व्यास 20 एम एम है उस स्थिति में हमारा डिस्क जो हम उस हिस्से के अंदर बनाने जा रहे हैं वह 20 एम एम होना चाहिए तो आइए हम स्मार्ट परिमाप को चुनें जिसे 20 एम एम के अंदर माना जाता है लेकिन यह एक गोलाकार डिस्क है तो एक गोलाकार डिस्क का मतलब है कि हम फिर से एक सर्कल चुनें वहां जाएं हो सकता है कि यह स्मार्ट आयाम 45 इकाइयों का हो संदर्भ स्लाइड देखें 2246 अब हम एक गोलाकार डिस्क बनाना चाहेंगे तो सुविधाओं पर जाएं नियंत्रण वस्तु द्वारा इन दो चीजों का चयन करें एक्सट्रुडे बॉस बेस पर जाए हमारे पास एक सिलिंड्रिकल डिस्क है अब इसे के रूप में सहेजें उसी स्थान पर पार्ट 1b के रूप में सेव करे इसलिए हमने दो भागों का निर्माण किया है हमें क्या करना है अब हम इन दो भागों को बनाना चाहेंगे ताकि एक अकेला असेंबली मिल सके उस उद्देश्य के लिए हमें क्या करना है इस नए पर क्लिक करें अब असेंबली के लिए जाएं क्योंकि हम पहले ही निर्माण कर चुके हैं अब हम एक असेंबली का निर्माण करने जा रहे हैं ओके पर क्लिक करें अब जब आप ऐसा करते हैं तो या तो यह स्वचालित रूप से उन भागों का चयन करेगा जो हमने एक विशिष्ट निर्देशिका में बनाए हैं अन्यथा हमें ब्राउज़ पर क्लिक करना होगा उन हिस्सों को चुनना चाहिए जिन्हें हम भाग 1 नियंत्रण भाग 2 में रुचि रखते हैं खोलें फिर यह अपने आप दिखाई देगा अब उन्हें क्लिक 1 से छोड़ दें इसी तरह उन्हें क्लिक 2 छोड़ दें अब यह एक उस पर मुहिम शुरू की है उस उद्देश्य के लिए हमें क्या करना है ये दो चीजें आप इसे उस स्थान पर ले जा सकते हैं जो कुछ भी वांछित स्थान है लेकिन ये सिलेंडर पर तय नहीं हैं वे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहे हैं असेंबली ड्रॉइंग के लिए हमें जो करना है वह इन ऑब्जेक्ट्स को बनाना है उस उद्देश्य के लिए हमें क्या करना है मेट कमांड जैसी कोई चीज है इस पर क्लिक करें अब यह सतह और आंतरिक सतह वे एक दूसरे से मिलने वाले हैं उस उद्देश्य के लिए हमें क्या करना है यहाँ आप कन्सेन्ट्रिक मेट देख सकते हैं तो उस पर क्लिक करें और ओके है एक बार जब आप कर लेते हैं तो यह वस्तु केवल उसी से ध्यान से बाहर जा सकता है लेकिन आप इस दिशा में समानांतर परिपत्र डिस्क को इस दिशा में नहीं ले जा सकते इसलिए भले ही आप उस एक को स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे हों यह एक केवल कन्सेन्ट्रिक तरीका से जाता है यह कहीं भी नहीं जा सकता है अब हम इस पूरी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं इसे यहाँ से एक छोर तक बंद करें उदाहरण के लिए मैं इसे अंत तक रखना चाहता हूं यह करने के लिए कि हमें क्या करना है ओके क्लिक करने के बाद अब फिर से मेट पर क्लिक करें कमांड सतहों में से एक को चुनता है तो इस उद्देश्य के लिए हम इसे घुमा सकते हैं यह सतह और यह सतह नियंत्रण इस नियंत्रण को धारण करके एक बार फिर से करते हैं तो यह वस्तु है अब यह सतह जो भी गोलाकार डिस्क पर है और यह सतह एक साथ होनी चाहिए यह करने के लिए कि हमें क्लिक मेट क्या करना है इस सतह को चुनें एक बार जब आप सतह का चयन कर लेंगे तो इसे उजागर किया जाएगा फिर इस सतह पर जाएं क्लिक करें ये दो बातें संयोग हैं इसलिए एक बार यह संयोग हो जाने के बाद ठीक पर क्लिक करें अब आपके पास वह वस्तु है अब यदि आप इसे स्थानांतरित करना चाहते हैं तो भी वे उस वस्तु से बाहर नहीं जाएंगे अब यदि आप ओके क्लिक करते हैं तो इसे असेंबल्ड किया जाएगा इसलिए मैं इसे हिला नहीं सकता अब मैं इसे यहां लॉक नहीं करना चाहता लेकिन मैं इसे दूसरी तरफ से लॉक करना चाहता हूं उस उद्देश्य के लिए हमें क्या करना है हमें इसके लिए बस फिर से करना है सबसे पहले मैं इसे उलट पुलट कर रहा हूं ताकि यह वस्तु आसानी से आगे बढ़ सके मैं क्या करना चाहूंगा यह सतह है और इस सतह को मेल खाना माना जाता है उस उद्देश्य के लिए हमें क्या करना है ओके सतह पर क्लिक करें हम अनडू करें तो मेट पर क्लिक करें उस सतह को चुनें नियंत्रण करें इस सतह को चुनें फिर ओके यह वह तरीका है जिससे हम उस वस्तु का निर्माण कर सकते हैं अब हम यहां एक और डिस्क रखना चाहेंगे हमें एक और चीज का पुनर्निर्माण नहीं करना है उस उद्देश्य के लिए हम जो कर सकते हैं हम फिर से एक और घटक सम्मिलित कर सकते हैं शायद भाग बी किया तो अब मैं इन सतहों को बनाना चाहूंगा कि हमें क्या करना है ओके मेट पर क्लिक करें इस सतह और इस सतह का आंतरिक भाग हम मेट करना चाहते हैं तो यह इस वस्तु पर आगे बढ़ सकता है अब मैं जो करना चाहता हूं वह यह है कि उस पर बंद कर दिया जाए उस उद्देश्य के लिए हम क्या करने जा रहे हैं इस सतह पर मेट करे और इस सतह संयोग से मिलित करें यह वह तरीका है जिससे हम असेंबली ड्राइंग बनाते हैं अब मैं इस सतह पर एक स्पर्शरेखा जैसा कुछ होना चाहूंगा केवल उस सतह पर लुढ़कना चाहूंगा उस उद्देश्य के लिए हमें क्या करना है शायद फिर से भाग बी डालें इस एक को चुनें तो यह वह वस्तु है जो हमारे पास है अब मैं इस सतह को एक सिलेंडर स्पर्शरेखा से स्पर्श करना चाहता हूँ यह सिलेंडर है लेकिन केवल मैं स्पर्शरेखा पर ओके क्लिक करना चाहता हूं इसलिए यह वस्तु हमेशा मैं कहीं भी ले जा सकता हूं लेकिन यह हमेशा उस सतह पर स्पर्श होता है जो कुछ भी मैं करता हूं वह हमेशा उस धरातल पर स्पर्शरेखा है जो हमारे पास होगा अब मैं इस सतह को इस सतह के साथ बंद करना चाहता हूं उन्हें एक दूसरे को छूना चाहिए उस उद्देश्य के लिए हमें क्या करना है एक बार उस मेट और इस सतह पर क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि वे संयोग की तरह की सतह हैं यही कारण है कि यह इसे चुनता है अब ठीक पर क्लिक करें एक बार यह हो जाने के बाद यदि आप इस वस्तु को स्थानांतरित करना चाहते हैं तो यह उस सतह को बदल देता है और केवल उस सतह पर स्पर्श करता है यह वह तरीका है जिससे हम एक साधारण असेंबली ड्राइंग बनाते हैं अगली कक्षा में हम पाइप खोखले पाइप बनाने के तरीके इन पाइपों पर धागे बनाने के तरीके के बारे में जानेंगे